इसलिए यदि हम इस स्टैक का एक उदाहरण देखते हैं जैसे पहला उदाहरण STMFD स्टैक पॉइंटर है तो यह विस्मयादिबोधक चिह्न है इसका मतलब है कि यह ऑटो इन्क्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट मोड दोनों में से एक होगा फिर यहां मैं उन रजिस्टरों को निर्दिष्ट कर सकता हूं जो मैं कहना चाहता हूं यह R0 R1 R3 से R5 तो अगर यह पिछला स्टैक पॉइंटर है अब यदि यह एम्प्टी अवरोही स्टैक है इसलिए मैं मान रहा हूं कि जब मैं निचले दिशा की ओर जाता हूं तो मेमोरी एड्रेस कम हो जाती है तो हमारा 0 यहाँ है एड्रेस 0 इस तरफ है और इस तरफ मुझे सबसे उच्चतम एड्रेस मिला है तो स्टैक पॉइंटर का मूल्य अब घटाया गया है और मान यहां संग्रहीत किया गया है तो यह एक फुल स्टैक है इसलिए यह उस स्थान तक इशारा कर रहा है जहां तक इसके पास इसका मूल्य था और अब अगले मूल्य को रखने से पहले स्टैक पॉइंटर कम किया गया है और मूल्य को यहां सहेजा गया है तो इस तरह यह शामिल करेगा तो नया स्टैक पॉइंटर इस ओर इशारा करेगा क्योंकि यह स्टैक यहां तक भरा हुआ है तो यह इस ओर इशारा करेगा अब अगर हम STMED में देखें तो पिछला स्टैक पॉइंटर अगले खाली स्लॉट की ओर इशारा कर रहा था तो उस बिंदु के आगे से रजिस्टरों के मूल्यों को सेव किया जाएगा और यह स्टैक पॉइंटर इस ऑपरेशन को करने के बाद अगले खाली स्लॉट की ओर इशारा करेगा फिर एसटीएमएफए है यह भी पूर्ण आरोही स्टैकहै अब पिछला स्टैक पॉइंटर यहां था इसलिए यह आरोही स्टैक है तो स्टैक पॉइंटर का मान बढ़ाया जाएगा तो यह उच्च एड्रेसकी ओर जा रहा है और फिर यह फुल है तो यह स्टैक पॉइंटर अंतिम फ़ील्ड प्रविष्टि को इंगित करेगा और यह STMEA है इस स्टैक पॉइंटर के मूल्य को घटाया जाएगा यह आरोही दिशा में जा रहा है तो इस स्टैक पॉइंटर के मूल्य में वृद्धि होगी यह आरोही दिशा में जा रहा है इस तरफ मुझे सबसे अधिक एड्रेस मिला है इस तरफ मुझे सबसे कम एड्रेस मिला है अब इन मानों को संबंधित स्थानों में सहेजा जाएगा अब आप देखते हैं कि सभी मामलों में यदि आप उस पैटर्न को देखते हैं जिसमें वे सहेजे गए हैं अब हर जगह मैं R0 R1 R3 से R5 तक लिख रहा हूं लेकिन वे उसी क्रम में सहेजे नहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें यदि आप इस विशेष उदाहरण को देखते हैं तो यह निम्न एड्रेस है और आप देखते हैं कि R0 रजिस्टर सबसे कम एड्रेस पर सहेजा गया है फिर R1 फिर R3 R4 और R5 इस मामले में R0 रजिस्टर सबसे कम एड्रेस में जाएगा और R5 उच्चतम एड्रेसपर जाएगा इसलिए सभी सेविंग करते समय यह उस कन्वेंशन का अनुसरण कर रहा है कि उच्च ऑर्डर रजिस्टर उच्च क्रम मेमोरी एड्रेसपर जा रहा है और इस प्रोसेसर एआरएम प्रोसेसर के बारे में एक सुंदर बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन रजिस्टरों को किस क्रम में निर्दिष्ट करते हैं इसलिए अगर आप R3 R5 R0 R1 R 4 कहते हैं तो भी अगर आप केवल इस तरह लिखते हैं तो भी सेविंग एक समान होगी क्योंकि यहां हमेशा यही होगा कि जो भी सबसे कम रजिस्टर हो उसे सबसे कम एड्रेसपर जाना चाहिए R0 सबसे कम है तो R0 यहाँ आएगा उसके बाद R1 सबसे कम R1 यहाँ आएगा इसलिए यहां जो भी क्रम आपने निर्दिष्ट किया है कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह इसे उस क्रम में सहेजेंगा इसी तरह जब भी आप मूल्य लोड कर रहे हैं तो यदि आप इस LDM निर्देश का उपयोग कर रहे हैं जैसे LDMED निर्देश तो जो भी ऑर्डर में आप इस रजिस्टर को निर्दिष्ट करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबसे कम ऑर्डर स्थान की सामग्री न्यूनतम रजिस्टर में पुनर्प्राप्त की जाएगी इस तरह उच्चतम ऑर्डर सामग्री को उच्चतम रजिस्टर में पुनः प्राप्त किया जाएगा तो यह बहुत उपयोगी है मैं एक उदाहरण लूंगा और 8085 या 8051 में पहले की तरह समझाने की कोशिश करूंगा जब हमने एक आईएसआर संरचना के बारे में चर्चा की थी तो हमने माना कि यदि यह ISR का निकाय है तो पहले आपको रजिस्टर को सहेजने की जरूरत है और निकाय के बाद आपको रजिस्टर बहाल करने की जरूरत है या उस मामले के लिए अगर यह किसी अन्य प्रोसीजर में और किसी भी सब रूटीन में है तो आपको रजिस्टर को सेव और बहाल करने की जरूरत है तो हमें इसे इस तरह करना होगा और हमें सावधान रहना होगा जैसे कि अगर आपने यहाँ लिखा है जैसे कि पुश पुष हेच तो पुष डी तो फिर से पुनः प्राप्त करते हुए आपको पहले पॉप डी और फिर पॉप हेच करना होगा तो आपको इसे अन्य दिशाओं में करना होगा इसलिए आपको पॉप करते समय उस ऑर्डर जो आपने पुष करते समय प्रयोग किया है का पालन करना होगा तो आपको पॉपदूसरी दिशा में करना होगा अन्यथा सामग्री मिश्रित हो जाएगी इसलिए यदि आप गलती करते हैं यदि आप यहाँ POP D POP H और POP D करते हैं तो रजिस्टर का मान दूषित हो जाएगा तो लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम लिखते समय वे इस प्रकार की ग़लतियाँ करते हैं और हो सकता है कि वे उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं जिसमें रजिस्टरों को पुष किया गया है और वे रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करना भूल जाते हैं तो यह एक बहुत ही सामान्य गलती है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर करते हैं तो इन एआरएम लोगों ने क्या किया है उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाया है यह मायने नहीं रखता जैसा कि हमने यहां देखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस क्रम में इस PUSH POP या इन रजिस्टरों को निर्दिष्ट किया है जो भी ऑर्डर हो उसे सहेजने में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए यह हमेशा R0 को सबसे कम रजिस्टर के रूप में लेगा जो यहां निर्दिष्ट है इसलिए यह इसे सबसे कम एड्रेस पर रखेगा तो फिर यह पता चलेगा कि R1 अगला निम्नतम रजिस्टर है इसलिए यह R1 को अगले निम्नतम पते में रखेगा तब यह इस सारे रजिस्टर का विश्लेषण करेगा और R3 को खोजेगा तो R3 को यहाँ डाल दिया जाएगा निचले स्तर पर सबसे निचले एड्रेस पर इस तरह से यह होगा इसलिए यह उस क्रम के बावजूद है जिसमें आपने इसे यहां निर्दिष्ट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा करने के बाद यदि आप इस एसटीएमईडी के बाद कुछ समय बाद अगर आपने एलडीएमईडी स्टैक पॉइंटर लिखा है और फिर रजिस्टर में अगर आपने R5 R0 R1 R 4 R3 जैसे लिखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह उन रजिस्टरों पर इन मूल्यों को ठीक से पुनर्प्राप्त करेगा तो यह एआरएम प्रोसेसर के बारे में अच्छी बात है तो आगे हम उस MOVS निर्देश की तरह वाले बड़े ब्लॉक के डेटा ट्रांसफर को देखेंगे जो हमने उस मामले में देखा है 8086 प्रकार के प्रोसेसर के MOVS निर्देश को तो यहां जो निर्देश उपयोगी होगा वह है STMIA और LDMIA जो इंक्रीमेंट आफ्टर है फिर STMIB और LDMIB इंक्रीमेंट बिफोर उसके बाद STMDA और LDMDA जो डिक्रिमेंट आफ्टर है तो यह एक उदाहरण है यहां मैंने मान लिया है कि मुझे डेटा का एक ब्लॉक मिला है और डेटा का यह ब्लॉक R12 द्वारा इंगित किया गया है इसलिए R 12 उस डेटा के ब्लॉक की ओर इशारा करता है जो हमारे पास है और डेटा का स्रोत है तो यह स्रोत है और हम इसे इस गंतव्य पर रखना चाहते हैं जो R14 द्वारा इंगित किया गया है तो R14 इस गंतव्य की ओर इशारा करता है R14 ब्लॉक के अंत की ओर इशारा करता है तो R14 यह है R14 ब्लॉक के अंत की ओर इशारा कर रहा है और R13 गंतव्य की शुरुआत को तो यह R13 है तो इस मामले में हमें यह मिल गया है तो यह R0 से R 11 ये 12 रजिस्टर इस डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र हैं तो यह LDMIA निर्देश है मैं क्या कर रहा हूँ तो R 12 अनुमानित टिप्पणी R0 से R 11 तो यह इन स्थानों जो कि R12 द्वारा इंगित किया गया है के समानो को R0 से R 11 रजिस्टरों में अनुकरण करेंगे तो इनमें से प्रत्येक रजिस्टर 4 बाइट्स चौड़ाई है तो इस निर्देश द्वारा कुल 48 बाइट्स डेटा को मेमोरी से R0 से R 11 रजिस्टरों में स्थानांतरित किया जाएगा उसके बाद यह इस STMIA निर्देश का उपयोग करेगा अब R 13 गंतव्य की ओर इशारा कर रहा था तो यह R 13 से इंगित मेमोरी स्थानों पर R0 से R 11 रजिस्टरों से डेटा जो के 48 बाइट्स को स्थानांतरित करेगा प्रत्येक हस्तांतरण के बाद R13का मान बढ़ जाएगा क्योंकि यहां विस्मयादिबोधकचिह्न है फिर हम R14 के साथ R2l की तुलना करते हैं यह देखने के लिए कि क्या हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं यदि वे बराबर नहीं हैं यदि गंतव्य नहीं पहुंचा है तो यह इस लूपमें वापस जाएगा और यह अगले 48 बाइट्स का स्थानांतरण करेगा तो इस तरह से यह आगे बढ़ेगा लेकिन यह एक बहुत ही प्रारंभिक प्रकार की रूटीन है आप देख सकते हैं कि यह किसी भी ओवरलैपिंग के लिए जाँच नहीं करता है यह किसी भी डेटा बाइट्स की जांच नहीं करता है कि जो आप डेटा ब्लॉक से स्थानांतरित कर रहे हैं हो सकता है की यह 48 का पूर्णांक एकाधिक नहीं हो इसलिए यह सभी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी यह हमें कुछ विचार देता है कि डेटा के इस बड़े ब्लॉक को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है तो अगला हम गुणन निर्देश को देखेंगे तो एआरएम प्रोसेसर में गुणन निर्देश बहुत शक्तिशाली है आपने देखा है कि 8085 में कोई गुणन ऑपरेशन नहीं है 8051 के मामले में हमें गुणन मिला है लेकिन यह केवल 8 बिट गुणा करता है और निर्देश प्रारूप निर्धारित है तो a और bरजिस्टर उनके पास दो ऑपरेंड होने चाहिए और यह MUL a b निर्देश है तो यह सिर्फ aऔर b संख्याओं का गुना करेगा अब ARM प्रोसेसर में इस गुणन के कई प्रकार मिलेंगे जैसे कि हमें पूर्णांक गुणन मिला है जो कि 32 बिट है जो आपको 32 बिट परिणाम देगा फिर एक लंबा पूर्णांक गुणन है जो 64 बिट परिणाम देता है और यहां मल्टीप्लय एक्यूमिलेट मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए सरणियों पर गुणन और सब तो हमारे जो निर्देश हैं वह हैं MUL जो 32 बिट गुणा है MULA 32 बिट मल्टीप्लाई एक्यूमिलेट के लिए है और फिर यह UMULL है तो यह 64 बिट अहस्ताक्षरित गुणन है UMULL में यह दूसरा L लंबे और यह U अहस्ताक्षरित के लिए है और इसलिए यह मल्टीप्लाई एक्यूमिलेट है तो विशिष्ट उदाहरण इस तरह हैं इसलिए MUL R0 R1 R 2 तो R0 R1 R2 MULA R0 R1 R2 R 3 तो यह एक अपवाद है तो एक 4 ऑपरेंड अनुदेश है जबकि एआरएम के अधिकांश निर्देश तीन ऑपरेंड निर्देश है यह एक 4 ऑपरेंड निर्देश है जहां R0 R1 R2 R3 है इसलिए यह अच्छा है क्योंकि यह y ∑ai xi ऑपरेशन को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस y को R3 औरai R1 रजिस्टरों और xi को R2 रजिस्टरों में आवंटित कर सकता हूं और फिर मैं इस में MULA को कर सकता हूं और फिर उसके बाद हम इस R0 रजिस्टर मान को R3 रजिस्टर में ले जाते हैं तो इस तरह से मैं इस मल्टीप्लाई एक्यूमिलेट को कर सकता हूं हम इस मल्टीप्लाई एक्यूमिलेट का उपयोग इस गुणन और परिवर्धन को एक साथ करने के लिए कर सकते हैं इसलिए अगला निर्देश जो हमारे पास होगा वह गुणन निर्देश पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे जैसे कि डेस्टिनेशन और सोर्स वे समान रजिस्टर नहीं हो सकते तो यह कुछ बहुत ही रोचक है क्योंकि हो सकता है कि यह गंतव्य रजिस्टर हो तो ऑपरेशन के दौरान स्रोत रजिस्टर संशोधित हो जाएगा इसलिए परिणामस्वरूप यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं गंतव्य रूप में तो यह रजिस्टर की सामग्री दूषित हो जाएगी इसलिए हमें सही मूल्य नहीं मिलेगा तो यह गंतव्य और स्रोत एक ही रजिस्टर नहीं हो सकता है तो यह 15 रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर का उपयोग इसे गुणन उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और यह बूथ एल्गोरिदम का उपयोग करता है तो बूथ एल्गोरिथ्म बहुपठित एल्गोरिथ्म है तो आप इसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पुस्तकों में प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक गुणा एल्गोरिथ्म है और यहां प्रत्येक जोड़ी बिट के लिए एक चक्र लगता है तो निर्देश शुरू करने के लिए एक और चक्र की आवश्यकता है तो यह इस तरह है कि अगर मुझे एक 32 बिट नंबर मिला है अगर मुझे दो 32 बिट संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा गया है तो प्रत्येक जोड़ी बिट्स के लिए यह एक चक्र लेगा तो ये बिट्स के जोड़े हैं तो हमारे पास ऐसे 16 जोड़े होंगे ऐसे 16 जोड़े होंगे तो यह 16 चक्र लेगा और अनुदेश शुरू करने के लिए एक चक्र की आवश्यकता होगी इस तरह यह गुणा कुल 17 चक्र लेगा लेकिन एक और दिलचस्प बात है जिसे अर्ली टर्मिनेशन के रूप में जाना जाता है तो यह अर्ली टर्मिनेशन है यह इस तरह है कि जब भी सामग्री स्रोत रजिस्टर की सामग्री 0 हो जाती है जैसे कि यदि हम गुणा कर रहे हैं यदि आप दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और यदि आप देखते हैं कि संख्याएं 4 5 हैं तो ऐसा कुछ है तो 4 स्रोत रजिस्टर में है तो यह 1 0 0 है और ये बिट्स सभी 0 हैं इसलिए जब मैं ग्रुपिंग करता हूं तो मैं इन दो बिट्सकी एक ग्रुपिंग में करता हूं उसके बाद इन दोनों बिट्स को प्रोसेस किया जाएगा तो यह पूरी चीज स्थानांतरित हो गई है और मैं देखता हूं कि रजिस्टरजो स्रोत रजिस्टर है जिसमें 4शुरुआत मे थाअब नहीं है और ना ही 0 है इसके पास अभी भी मान1 है तो अगली बार यह अगली बार स्थानांतरित किया जाएगा तो एक बार जब यह स्थानांतरण खत्म हो जाएगा तो 0 1 लीस्ट सिग्नीफिकेंट दो पदों पर आता है अब हम उस 5 के इस 01 के साथ गुणन करेंगे और फिर इसे आगे शिफ्ट किया जाएगा तो यह 0 1 रजिस्टर से बाहर चला जाएगा और स्रोत रजिस्टर सामग्री 0 हो जाएगी और जब स्रोत रजिस्टर सामग्री 0 हो जाती है तो 5 के साथ गुणा करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है और इस आंशिक राशि को अंततः जोड़ा जाना है तो इस तरह एल्गोरिथ्म समाप्त हो जाएगा इसलिए यह तब तक जारी रहता है जब तक स्रोत रजिस्टर की सामग्री 0 नहीं हो जाती है और इस तरह यह स्थिति अर्ली टर्मिनेट की स्थिति पैदा करती है और यह गुणन ऑपरेशन को तेज करने में मदद करता है तो यह एक विशिष्ट उदाहरण है मान लीजिए कि हम 18 1 को गुणा करना चाहते हैं इसलिए यदि हम 18 को स्रोत के रूप में लेते हैं तो यह 4 चक्र लेगा क्योंकि 18 ऐसा है ऐसा कहते हैं यह संख्या 18 है इसलिए यह पहला 4 अगला 4 है इसलिए यह ऐसा है तो बाकी के सभी 0 हैं और मैं इसे ऋण 1 से गुणा करने की कोशिश कर रहा हूं तो ऋण 1 के लिए ये सभी बिट्स एक हैं सभी बिट्स एक हैं अब यदि आप स्रोत रजिस्टर के रूप में 18 का उपयोग कर रहे हैं तो पहले इन दो बिट्स के लिए एक चक्र लेगा फिर इन बिट्स के लिए यह एक चक्र लेगा और इन दो बिट्स के लिए यह एक चक्र लेगा उसके बाद सोर्स रजिस्टर 0 हो जाएगा तो यह निर्देश 3 चक्र और शुरू करने के लिए 1 चक्र लेता है इसीलिए कुल मिलाकर 4 चक्रों की आवश्यकता होगी अगर 18 को स्रोत के रूप में रखा जाए दूसरी ओर यदि आप स्रोत ऋण 1 लेते हैं जो आप इस गुणन ऋण 1 को 18 से गुणा करने की कोशिश करते हैं तो ऋण 1 के लिए सभी बिट्स 1 होते हैं इसलिए यह कुल 17 चक्र लेगा जैसा कि हमने पहले से ही प्रत्येक जोड़ी के लिए गणना की थी यह एक चक्र लेगा 16 ऐसे जोड़े है और अनुदेश शुरू करने के लिए 1 चक्र चाहिए तो कुल 17 चक्र आवश्यक है उस गुणन कार्य को करने के लिए यदि ऋण 1 स्रोत के रूप में लिया जाता है इसलिए यहां कंपाइलर को एक भूमिका निभानी है तो जब भी यह पता चलेगा कि यह किसी कांस्टेंट से गुणा कर रहा है तो यह देखने की कोशिश करेगा कि अगर पहले ऑपरेंड के रूप में उस कांस्टेंट को लेगा तो कितने चक्रों की आवश्यकता होगी और यदि वह संख्या लाभदायक है तो वह कांस्टेंट को पहले ऑपरेंड के रूप में रखेगा अन्यथा वह वेरिएबल को पहले ऑपरेंड के रूप में रखेगा यदि यह दोनों स्थिरांक को गुणा कर रहा है तो यह उस तरह से कर सकता है तो यह उनमें से उसे पहला ऑपरेंड के रूप में डाल सकता है जिसे कम साइकिल की संख्या की आवश्यकता होगी इसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट निर्देश को देखेंगे तो यह सीपीयू को सुपरवाइजर मोड पर जाने के लिए मजबूर करता है अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के मामले में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट SWI n है और यह SWI हार्डवेयर वेक्टर के लिए एक एक्सेप्शन ट्रैप का कारण बनता है तो हम देखेंगे कि यह वेक्टर एड्रेस क्या है इसलिए इसमें जाने से पहले हमें थोड़ा और इस सॉफ्टवेयर इंटरप्टपर गौर करने की जरूरत है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आम तौर पर उपलब्ध होते हैं जैसे कि इंटेल परिवार में तो इसी तरह का इंस्ट्रक्शन INT है और प्रारूप यहाँ है INT का और संख्या n एक 8 बिट संख्या है इसलिए एक प्रोग्राम में यदि आप कहीं पर एक प्रोग्रामलिख रहे हैं तो आप यह लिख सकते हैं INT x जहां x 8 बिट संख्या है और फिर यह x 8 से गुणा किया जाएगा तो यह x 8 से गुणा किया जाएगा और तदनुसार यह एक विशेष एड्रेस पर जाएगा जहां सर्विस रूटीन होगी तो वह इंटरप्ट की सर्विस रूटीन है तो इस INT जैसे सॉफ़्टवेयर के लिए निर्देश इसलिए वे अपशिष्ट सेवाओं के लिए उपयोगी हैं क्योंकि मैंने कहा था कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है इसलिए जब भी आप प्रोग्राम में सिस्टम सेवा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आपको इस INT x निर्देश का उपयोग करना होगा इसलिए आमतौर पर उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास एक प्रोग्राम P है और कुछ समय के लिए क्रियान्वयन करने के बाद इसे कीबोर्ड से पढ़ने की आवश्यकता है अब यह कैसे पढ़ेगा तो ओएस डिजाइनर वे आपको बताएंगे कि इस कीबोर्ड को पढ़ने के लिए INT 5 उपलब्ध है इसलिए यदि आप INT 5 डालते हैं तो यह कीबोर्ड रीड को आह्वान करेगी और इसके अंत में कीबोर्ड का मान जो उपयोगकर्ता ने दबाया है कि कुंजी मान कुछ विशेष रजिस्टर जैसे किR5 में उपलब्ध होगा अपने कार्यक्रम में जब आपको कीबोर्ड से पढ़ना है तो आप इसे एक INT 5 निर्देश में अनुवाद कर सकते हैं और तब इस इंटरप्ट से वापस आने पर आप जानते हैं कि R5 रजिस्टर में मुख्य मूल्य होगा तो आप R5 रजिस्टर देख सकते हैं यह जानने के लिए कि उपयोगकर्ता ने किस कीय को दबाया था तो इस तरह से आप यह कर सकते हैं इसलिए कि जब भी आपको किसी OS सेवाओं की आवश्यकता होती है सामान्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसी सेवाओं जो उपलब्ध है की एक सूची प्रदान करेंगे और उन्हें INT रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा यह एड्रेस वहां निर्दिष्ट है और आप इसे अपने प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हैं अब एआरएम प्रोसेसर के मामले में हमारे पास समरूप चीज और ये सर्विसेस हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि n एक 8 बिट संख्या है 8086 जैसे प्रोसेसर के मामले में तो एड्रेस बस बीस बिट का है और फिर यह 8 बिट नंबर है तो यह कुछ निश्चित मेमोरी स्थानों की ओर इशारा कर सकता है तो यह है कि यह मनमाने ढंग से वितरित नहीं है तो यह 8 से गुणा किया जाता है और वे स्थान यह होंगे तो INT 0 यह लोकेशन 0 पर आ जाएगा INT 1 लोकेशन 8 पर आ जाएगा INT 2 लोकेशन 16 पर आ जाएगा तो इस तरह यह जाएगा तो यहां पर फिक्स मेमोरी एड्रेस है जहां यह स्थान है तो ये वास्तव में वेक्टोरेड इंटरप्ट हैं इसलिए जो कुछ भी मूल्य है वह उस स्थान पर आएगा और वह वहां से ले जाएगा तो इस x के साथ मेरे पास अधिकतम मान 255 हो सकता है क्योंकि यह 8 बिट संख्या है इसलिए 255 को 8 से गुणा किया जाता है तो आप वेक्टर तालिका में इसके लिए समर्पित इतने अधिक एड्रेस तक ले सकते हैं अब एआरएम प्रोसेसर के मामले में क्या हुआ है कि हमने इस सीमा को बढ़ा दिया है तो यह सीमा बढ़ जाती है तो यह SWI n यह n 24 बिट्स का कोई भी मान हो सकता है तो n एक 24 बिट मूल्य है तो उस 8 बिट मूल्य के बजाय अब n एक 24 बिट मान है तो अगर यह 24 बिट है तो हमारे पास 2 पावर 24 विभिन्न ओएस सेवाएं हो सकती हैं इस सेवा में से प्रत्येक को सिस्टम कॉल कहा जाता है तो यह अच्छा है क्योंकि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी संख्या में सिस्टम कॉल को लागू कर सकते हैं लेकिन यहां मुश्किल यह है कि इन 2 पावर 24 सिस्टम कॉल में से प्रत्येक के लिए हमारे पास संबंधित मेमोरी एड्रेस है यदि एड्रेस बस मान लिया जाए तो 32 बिट एड्रेस बस तो उस मामले में भी 32 बिट एड्रेस को निर्दिष्ट करना होगा तो कुल मुझे आवश्यकता होगी तो इनमें से प्रत्येक के लिए मुझे संबंधित वेक्टर एड्रेस को धारण करने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होगी तो 2 पावर 24 को 4 से गुणा किया जाता है इसलिए 2 पॉवर 26 बाइट्स मेमोरी लोकेशन इस वेक्टर टेबल को रखने के लिए जरूरत होगी तो 2 पावर 26 मेमोरी स्थानों की आवश्यकता होगी और यह एक बड़ी संख्या है तो यह आपका 64 एमबी जगह है यह उस मेमोरी एड्रेसको धारण करने के लिए आवश्यक होगा तो इसलिए इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस उचित नहीं है तो यह एआरएम लोगों ने क्या किया है उन्होंने ऐसा किया है कि वे अलग अलग एड्रेस पर नहीं जाएंगे चाहे n का कोई भी मूल्य हो यहां हार्डवेयर एक ही एड्रेस पर जाएंगे सभी 2 पॉवर 24 निर्धारित सिस्टम कॉल के लिए और सॉफ्टवेयर मैं आप n के विभिन्न मूल्य के बीच अंतर करेंगे तो प्रोसेसर में इंटरप्ट आता है और यह उसी सामान एड्रेस पर आते हैं उस बिंदु से इंटरप्ट सर्विस रूटीन कि जिम्मेदारी है किn के मूल्य का विश्लेषण करें और तदनुसार यह निश्चय करें की किस प्रोसीजर को बुलाना चाहिए तो सर्विस रिक्वेस्ट के अनुसार n के मूल्यों का प्रयोग किया जाता है यह निश्चित करने के लिए की किस सर्विस प्रोसीजर को बुलाया जाएगा इसलिए प्रोसेसर पूरी तरह सेn के मूल्य को अनदेखी करेगा क्योंकि यह इतनी बड़ी चीज संभाल नहीं सकता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में इतना ही सशर्त निष्पादन मैंने इसे पहले ही पेश कर दिया है इसलिए एआरएम यह निर्देश को सशर्त रूप से निष्पादित करने की अनुमति देगा सबसे महत्वपूर्ण 4 बिट्स जो प्रत्येक निर्देश के उपयोग किए जा सकते हैं वे सशर्त कोड के रूप में योग्य हैं तो हमें यह कहा जाता है कि R0 R1 R2 केवल 0 फ्लैग सेट होने पर तो EQADD में जो EQ हिस्सा है यह बताएगा कि जोड़ने की क्रिया तभी होगा जब जीरो फ्लैग सेट हो तो इस तरह से यह सशर्त निष्पादन यह सहायक है जैसे अगर हमें कई निर्देश मिले हैं और अगर आपको कई तरह की कंडीशन की जाँच और सशर्त निष्पादन मिला है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इस तरह हमने देखा है कि इसका उपयोग प्रोग्राम में अनावश्यक जम्प को कम करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह सशर्त निष्पादन सीधे लाइन प्रकार के कोड की ओर ले जाता है जो कार्यक्रमों के पाइपलाइन निष्पादन में मदद करता है